पहले सप्ताह के दूसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है प्रिय प्रतिभागियों इस चर्चा में हम प्रॉक्सेमिक्स को देखेंगे इसे परिभाषित करने का प्रयास करेंगे और प्रॉक्सेमिक्स के चार मूल क्षेत्रों को समझेंगे अशाब्दिक संचार के एक पहलू के रूप में निकटता इस बात पर ध्यान देती है कि हम किसी भी दो या एक छोटे समूह की स्थिति में हमारे और अन्य लोगों के बीच उनके स्थान और दूरी के साथ व्यवहार कैसे करते हैं प्रॉक्सिमिक्स का मूल शब्द निकटता है जिसका अर्थ है दिक्काल या संबंध में निकटता रोज़मर्रा के जीवन में हम अन्य लोगों के साथ निश्चित दूरी बनाए रखते हैं और हम उनके प्रति अपने दृष्टिकोण और भावनाओं का भी संचार करते हैं अन्य लोगों के साथ हमारे विशेष संबंधों में कोई भी बदलाव उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण के प्रकार को भी सूचित करता है क्या हम उनसे कुछ दूरी बनाए रखना चाहते हैं क्या हम आराम से या उनके साथ हैं एक समूह की स्थिति में अन्य लोगों के प्रति हमारा उन्मुखीकरण भी प्रदर्शित करता है कि हम किस समूह के सदस्य के साथ अधिक सहज हैं उसी तरह हम यह भी पाएंगे कि अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं या अगर हम किसी व्यक्ति के करीब हैं तो हम भी उनके करीब जाते हैं यह प्रोक्सेमिक्स को समझने का एक बहुत ही सही तरीका है लेकिन यह भी एक मौखिक सर्वोत्कृष्ट व्याख्या है इन रेखाचित्रों और इस दृश्य में हम पाते हैं कि समीपता के विभिन्न पहलुओं का संचार किया गया है यदि हम उस तस्वीर को देखते हैं जिसमें दो लोग एक ही बेंच पर बैठे हैं लेकिन उनके द्वारा जो दूरी उनके बीच बनाए रखी गई है उससे यह भी पता चलता है कि इन दोनों के बीच कोई वास्तविक निकटता नहीं है स्वतंत्र मानव के रूप में उनके दृष्टिकोण के अंतर को बॉडी लैंग्वेज के अन्य पहलुओं के आधार पर भी देखा जा सकता है इन तस्वीरों में हम यह भी पाते हैं कि निकटता और यह अन्तराल जिसे हम दृष्टिगत रूप से बनाए रखते हैं अन्य लोगों के प्रति हमारे दृष्टिकोण और विचारों को भी व्यक्त करते हैं हम बाएँ हाथ की तस्वीरों में पता लगा सकते हैं कि क्या अन्तराल का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को भय ग्रस्त के लिए किया गया है दो लोगों के संवाद में दोनों में से कौन रक्षात्मक है और कौन सा आक्रामक हो रहा है इसी तरह दाहिने हाथ के कोने की तस्वीर पर हम आसानी और दूरी को देख सकते हैं जिसे इन दो लोगों द्वारा बनाए रखा गया है हम इन तस्वीरों को नीचे की तरफ कोने की तस्वीर के साथ जोड़ सकते हैं जिसमें तीन लोगों का एक समूह प्रदर्शित किया गया है लेकिन इस समूह में हम देखते हैं कि दो लोग तीसरे व्यक्ति की तुलना में कुछ निकटता के साथ खड़े हैं और तीसरा व्यक्ति जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अलग थलग है वह भी शरीर के अन्य भाषाई संकेतों की मदद से अपना अलगाव दिखा रहा है प्रोक्सेमिक्स शब्द को सांस्कृतिक मानव विज्ञानी एडवर्ड टी हॉल द्वारा गढ़ा गया है उन्होंने 1963 में अपनी किताब के प्रकाशन में इस शब्द का उपयोग एक शीर्षक "द हिडन डायमेंशन" के साथ किया था हिडन डायमेंशन वास्तव में वह आयाम है जिसके बारे में कभी भी किसी से विशेष रूप से बात नहीं की जाती है उन्होंने इस पुस्तक में अपने स्थान के बारे में हमारी धारणा और अन्य लोगों के साथ अपनी बातचीत को मध्यस्थ बनाने के लिए पारस्परिक दूरी के उपयोग के बारे में अपने मौलिक सिद्धांत को रखा है उन्होंने भाषाई संरचनावाद के सिद्धांतों के साथ अपने शोध के एक व्यावहारिक संबंध का संकेत दिया था और उन्होंने सांस्कृतिक रूप से निर्भर तरीकों की भी पहचान की थी जिसमें लोग पारस्परिक दूरी का उपयोग अन्य लोगों के साथ अपने विचारों और संबंधों को समझने और मध्यस्थता करने के लिए करते हैं एडवर्ड हॉल के लिए प्रॉक्सिमिक्स कुछ ऐसी चीज थी जो हमें बड़े अंतराल के साथ साथ सूक्ष्म अन्तराल की संरचना करने में मदद करती है वह दूरी जो हमारे दैनिक लेनदेन में एक दूसरे के साथ है और इमारतों में हमारे घरों में और अंततः शहर के लेआउट में भी है इसलिए हम पाते हैं कि प्रॉक्सिमिक्स केवल दूरी का अध्ययन नहीं है जिसे लोग एक दूसरे के साथ अलग अलग तरीकों से बनाए रखते हैं बल्कि यह उस अंतराल का एक अध्ययन भी है जोकि हमारे अनुभवों के अन्य पहलुओं में निर्मित और व्यवस्थित हो रही है घरों के निर्माण के साथ साथ एक घर के भीतर की व्यवस्था और इसी तरह हम इमारतों और आंतरिक सजावट की मदद से कार्यालयों की जगह का निर्माण करते हैं इसलिए घरों कार्यालयों भवन शहर की योजना साथ ही शहरी नवीकरण में स्थान की व्यवस्था माइक्रो स्पेस की एक अचेतन संरचना है और एडवर्ड टी हॉल द्वारा स्थान को संस्कृति के एक विशेष विस्तार के रूप में माना गया है प्रॉक्सिमिक्स के विचार को इस आईडिया से समझा जा सकता है कि मानलें हम एक अदृश्य बुलबुले के भीतर चलते हैं जब हम चलते हैं या खड़े होते हैं तो हम उतना स्थान घेर लेते हैं जो हमारे शरीर द्वारा आवश्यक है लेकिन यदि हम इसे इस प्रकार कहें कि जो अदृश्य बुलबुला हमारे चारों ओर है वह हमारे शारीर के स्पेस का एक भाग है हम भीड़ भरे स्थानों लिफ्ट ट्रेनों रेस्तरां कार्यालयों में बैठने की व्यवस्था के साथ साथ किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हम जिस सीट पर बैठते हैं उसके बारे में हम अपने व्यवहार के इस पहलू को देख सकते हैं अब इस अदृश्य बुलबुले के पीछे का विचार यह है कि जब हम चलते हैं तो हम इस अदृश्य बुलबुले से घिरे होते हैं और हम आम तौर पर लोगों को इस अदृश्य बुलबुले का अतिक्रमण नहीं करने देते हैं जब कोई जानबूझकर या गलती से इस बुलबुले का अतिक्रमण करता है तो हमें खतरा महसूस होता है इस बुलबुले में प्रवेश करने के लिए हम केवल उन लोगों को अनुमति देते हैं जो हमारे बहुत क़रीबी हैं और अगर हम एक ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जिसमें लोग हमारे बुलबुले के भीतर घुसपैठ कर रहे हैं और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं तो लिंग और संस्कृति में भेद भाव किये बिना हम एक रक्षा तंत्र विकसित करते हैं आप देख सकते हैं कि जब हम भीड़ भरे स्थान पर होते हैं जब हमारे आस पास कोई ऐसा नहीं होता है जो हमारे साथ मित्रवत हो या जो हमारा परिचित हो तो हम एक तंत्र विकसित करने की कोशिश करते हैं जिससे यह विश्वास हो कि यह अदृश्य बुलबुला अभी भी सुरक्षित है उदाहरण के लिए हम जब लिफ्ट में होते है तो हम निर्जीव वस्तुओं को देखने लगते हैं हम लिफ्ट बटन को देखेंगे हम उस मंजिल की संख्या को देखेंगे जो प्रदर्शित की जा रही है हम किसी निर्जीव वस्तु को देखेंगे और निश्चित रूप से हम अपने हाथ में स्मार्ट फोन को देखना पसंद करते हैं लेकिन हम अन्य लोगों के साथ आंख से संपर्क करने से बचने की कोशिश करते हैं और प्रत्यक्ष आंखों के संपर्क से बचने की इस स्थिति से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम अभी भी अपने अदृश्य बुलबुले को बरकरार रख रहे हैं उदाहरण के लिए ऐसा तब होता है जब हम एक ट्रेन में या बस में या किसी अन्य ऑटोमोबाइल में यात्रा कर रहे होते हैं जहाँ अन्य लोग जो हमारे लिए ज्ञात नहीं हैं उन्हें हमारे साथ एक ही स्थान साझा करना होगा इस प्रकार हम एक बॉडी लैंग्वेज विकसित करते हैं जो सुझाव देती है कि हम उनके करीब नहीं होना चाहते हैं तो प्रॉक्सिमिक्स एक दूसरे के लिए लोगों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर होती है जबकि हम इस अदृश्य बुलबुले को बरकरार रखने का प्रयास करते हैं प्रॉक्सिमिक्स विभिन्न संस्कृतियों या विभिन्न प्रकार के सामाजिक अवसरों के लिए किसी दिए गए संस्कृति के भीतर लोगों के बीच प्रादेशिक घटनाओं सहित स्थानीय संबंधों का भी वर्णन करता है प्रोक्सेमिक्स का अध्ययन हमें अन्य लोगों के प्रति हमारी सुविधा और असुविधा के स्तर को समझने में मदद करता है उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने पहले ही टिप्पणी की है कि अगर हम किसी अन्य व्यक्ति के करीब जाते हैं तो यह हमारी अधिक सुविधा कुछ अंतरंगता का संकेत दे सकता है दूसरी ओर यदि हम और दूर जाते हैं तो यह असुविधा या भय वगैरह का संकेत भी देता है किसी समय में यह शक्ति का अभिकथन हो सकता है जोर देने के लिए किसी की शक्ति की स्थिति अन्य लोगों के व्यक्तिगत स्थान में प्रवेश करने की कोशिश कर सकती है जैसा कि अक्सर पुलिस के लोगों द्वारा अन्य लोगों से पूछताछ करते समय किया जाता है और साथ ही हम पाते हैं कि शक्ति का दावा करने के लिए व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत दूर हो सकता है तो हम पाते हैं कि ये अतिवाद अलग अलग तरीकों से शक्ति उपस्थिति और अनुपस्थिति के बीच संबंध को दर्शाती हैं प्रॉक्सिमिक्स को अंतरंगता स्तर के चार अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ये चार क्षेत्र सहज दूरी के लिए एक वर्गीकरण प्रणाली को दर्शाती है और वे है अंतरंग व्यक्तिगत सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्र के पास स्वयं के नज़दीकी और दूर के चरण हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़े सांस्कृतिक और स्थानीय पहलू भी होंगे जिन पर भी चर्चा की जाएगी प्रॉक्सिमिक्स के चार क्षेत्रों और उनकी दूरियों का उल्लेख यहां किया गया है अंतरंग क्षेत्र जो निकटतम संभव संपर्क से 15 से 45 सेंटीमीटर है यहाँ जैसा कि आप समझ सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति को हमारे व्यक्तिगत बुलबुले में घुसने की अनुमति है सामाजिक क्षेत्र कहीं 46 सेंटीमीटर से 12 मीटर है तो व्यक्तिगत क्षेत्र 12 से 36 मीटर है सार्वजनिक क्षेत्र इस सीमा से अधिक है अंतरंग क्षेत्र निकटतम संभव शरीर संपर्क से 18 इंच तक है जो आराम से फुसफुसाते हुए बात करने के लिए दूरी है यह वह क्षेत्र है जिसमें हम केवल बहुत क़रीबी लोगों और परिवार के सदस्यों को अनुमति देते हैं व्यक्तिगत क्षेत्र कहीं 18 इंच से 4 फीट तक है जो हमें मित्रों और परिवार के बीच आकस्मिक वार्तालाप करने में सक्षम बनाती है यह वह स्थान है जिसे हम अपने दैनिक कार्यों में बनाए रखते हैं उदाहरण के लिए कार्यालयों आदि में सामाजिक क्षेत्र 4 से 12 फीट तक है जो एक दूरी है जो औपचारिक सामाजिक और व्यावसायिक लेनदेन के लिए आरक्षित है इससे परे यदि कोई भी क्षेत्र हो तो वह सार्वजनिक व्याख्यान प्रदर्शन वगैरह के लिए एक उपयुक्त है इन ज़ोनों को बहुत सख्ती से बाँटा नहीं किया जाता है इसमें मामूली बदलाव हो सकते हैं लेकिन उनके बारे में लगभग इसी तरह की दूरी रखते हुए दर्शाया जाता है अंतरंग स्थान या क्षेत्र यह बताता है कि हम अन्य लोगों के साथ मनोवैज्ञानिक संबंधो को साझा करते हैं हम दो लोगों के बुलबुले को मिश्रित करते हैं हमें खतरा महसूस होता है यदि इस अंतराल का उल्लंघन किया जाता है और परिस्थिति लिंग या नस्ल की परवाह किए बिना अगर अचानक कोई हमारे बहुत करीब आता है तो यह निश्चित रूप से चिंता या आराम की कमी को परिलक्षित करता है ऐसी स्थिति में हमारी तत्काल प्रतिक्रिया पीछे कदम लेने की होती है ताकि हम दोनों के बीच जगह में वृद्धि हो सके स्पोर्ट्स वगैरह एक अपवाद है क्योंकि नज़दीकी शारीरिक संपर्क उदाहरण के लिए मुक्केबाजी में या कुश्ती वगैरह में मजबूरी है हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि अंतरंग अंतराल की पवित्रता बनाए रखें क्योंकि इस अंतराल के भीतर अन्य लोगों की उपस्थिति भारी हो सकती है अंतरंग अंतराल पर किसी भी चर्चा में आवाज़ और स्पर्श का महत्व भी रेखांकित किया गया है साथ ही अंतरंग अंतराल के बारे में हमारी समझ और किस हद तक और किसके साथ हम स्वेच्छा से इसे साझा कर सकते हैं यह हमारी सांस्कृतिक समझ से भी तय होती है इस विशेष वीडियो में हम उन सांस्कृतिक पहलुओं को देख सकते हैं जो हमारे व्यक्तिगत स्थान को नियंत्रित करते हैं हर किसी को अपनी निजी जगह चाहिए व्यक्तिगत स्थान परिवेश और स्थिति के आधार पर भिन्न होता है लेकिन यदि यह स्वेच्छा से नहीं किया जाता है यह बहुत तनाव पैदा कर सकता है तो एक तरफ भीड़ भाड़ के तनाव और दूसरी तरफ अलग थलग महसूस करने के बीच लोग इस संतुलन को कैसे बनाए रखते हैं रॉबर्ट सोमर के अनुसार लोग अन्य लोगों के साथ अपने संपर्क को अनुकूलित करने के लिए व्यवहार तंत्र का उपयोग करते हैं तो फिर हमें व्यक्तिगत स्थान से क्या मतलब है ठीक है हमने कहा कि यह किसी के शरीर के आस पास का एक क्षेत्र है यह एक अदृश्य प्रकार का क्षेत्र है और अगर लोग इस क्षेत्र में बहुत करीब जाते हैं तो आप असहज महसूस करने लगते हैं आप बहुत अधिक निकटता के तनाव को महसूस करने लगते हैं